एक लीनियर सिस्टम के फाॅर्स रिस्पांस को खोजने के काम में विशेष रूप से पहले क्रम में R C सर्किट को एक साइनसॉइडल सिग्नल के लिए जिसे सामान्य रूप से cos ω t 5 के रूप में दर्शाया जा सकता है जो की साइनसोइडल है जिसकी फ्रीक्वेंसी ω और एम्पलीटूडे V p है तोयह सामान्य रूप है जिसका हम उपयोग करेंगे इसलिए इनपुट के उदाहरण के लिए sine ω t हम अभी भी सोचेंगे कि इसमें V p cos ω t 5 by 2 है यह अनौपचारिकता को दर्शाता है बाद हम उन सभी चरणों से नहीं गुजरेंगे जो हमने वहां एक्सपोनेंशियल डाल कर किए थे और फिर इसलिएहालांकि हमने R C सर्किट का उदाहरण लिया है वास्तविक कोएफिसिएंट वाले लीनियर सिस्टम के साथ एक लीनियर सिस्टम वास्तविक कोएफिसिएंट के साथ आपको कुछ आउटपुट मिलेगा मैं इसे केवल V p cos ω t 5 की प्रतिक्रिया कहता हूं और अगर मेरे पास यहां साइन होता तो मुझे कुछ और मिलता जो कि V p sign ω t 5 की प्रतिक्रिया है यहां केवल इस अध्ययन की फाॅर्स रिस्पांस के बारे में बात कर रहे हैं V p sin ω t 5 के लिए स्टेडी स्टेट रिस्पांस है फिर इस मामले में हम जो कर सकते हैं वह इन दो इनपुट को 1 से गुणा करना है और यह जे जो वर्ग है √ 1 और जब हम ऐसा करते हैं तो मेरा इनपुट V p एक्सपोनेंशियल j ω t 5 हो जाता है और यह निश्चित रूप से वास्तविक प्रगति के साथ इसी रैखिक प्रणाली में चला जाता है स्पष्ट रूप से अब जहां तक फाॅर्स रिस्पांस का संबंध है एक सुपरपोज़िशन की एक रैखिक प्रणाली है तो प्रतिक्रिया यह होगी × j कि × 1 ऐसा करने का कारण यह है कि एक एक्सपोनेंशियल इनपुट के लिए मजबूर प्रतिक्रिया की गणना करना बहुत आसान है हम पहले से ही d1 कि एक घातीय इनपुट के लिए मजबूर प्रतिक्रिया क्या है वही है एक्सपोनेंशियल इनपुट यह वही एक्सपोनेंशियल है जिसे किसी संख्या द्वारा बढ़ाया जाता है और वह संख्या सर्किट में सर्किट कॉम्पोनेंट्स पर निर्भर करती है तो मुद्दा यह है कि यह गणना करना आसान है इसलिए हम ऐसा करते हैं लेकिन जो हम वास्तव में रुचि रखते हैं वह Vp × cos t 5 की प्रतिक्रिया है जो कि वह संकेत है जिसे हम फीड रहे हैं अब क्योंकि रैखिक सिस्टम में केवल वास्तविक गुणांक थे एकमात्र ऐसा फेज जहां आपको यह मिलता है√ 1 या j पूरी तस्वीर द्वारा काल्पनिक भाग है क्योंकि आपने इसे यहां गुणा किया है इसलिए इस पर वापस जाने के लिए आप वास्तविक भाग लेते हैं तो बहुत सारे विश्लेषण इस पर आधारित हैं वास्तव में थोड़ी देर के बाद यह विशेष रूप से संचार प्रणालियों में काफी आम है और इसी तरह केवल इस जटिल एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल ज्यामिति में बात करने के लिए आप यहां कॉस और साइन भी नहीं करेंगे लेकिन आपको समझना चाहिए कि इसका क्या अर्थ है हम वास्तव में क्या हैं यहां गणना करना V p × cos ω t 5 की प्रतिक्रिया है और यह वी पी एक्सपोनेंशियल j ω t 5 की प्रतिक्रिया की गणना करके प्राप्त किया जा सकता है और वास्तविक भाग कारण यह काम करता है क्योंकि रैखिक प्रणाली में वास्तविक गुणांक हैं हमारे पास जटिल गुणांक थे जो चीजें मिश्रित हो सकती थीं वास्तव में ऐसी प्रणालियां हैं जिन पर हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे लेकिन इसलिए यह j जो मेरी प्रतिक्रिया का वर्ग 1 है दो चीजों को अलग अलग रखता है आप उन्हें एक एक्सपोनेंशियल में जोड़ सकते हैं लेकिन अभी भी वास्तविक और काल्पनिक भागों के रूप में अलग हैं एक विशेष सर्किट के लिए अगर मैं यहां Vd लागू करता हूं तो हमें क्या मिला मुझे कुछ प्रतिक्रिया मिलेगी तो अगर Vs Vp घातीय एस टी मजबूर प्रतिक्रिया थी तो यह क्या था तो स्पष्ट रूप से Vp एक्सपोनेंशियल j ω t 5 जो Vp एक्सपोनेंशियल j 5 एक्सपोनेंशियल j ω t के समान है इसलिए यह पूरी चीज एक्सपोनेंशियल jt को गुणा करने में है इसलिए यह हिस्सा ऐसा है तो अब क्या प्रतिक्रिया है वी पी एक्सपोनेंशियल j 5 1 j ω CR एक्सपोनेंशियल jω t या मैं इन दोनों चीजों को एक साथ रख सकता हूं जो कि Vp एक्सपोनेंशियल j ω t 5 भी है जो कि मूल है योग जटिल संख्या से विभाजित घातांक है अंत मेंV p cos ω t 5 इसका वास्तविक भाग की क्या प्रतिक्रिया है और इसे करने के कई तरीके क्या हैं सबसे पहले देखें कि हम जटिल संख्याओं को शामिल करने वाली गणनाओं के साथ पहले से ही बहुत सहज हैं जटिल संख्याओं के दो रूप हैं इसे आयताकार रूप के रूप में जाना जाता है जहां आप जटिल संख्या या ध्रुवीय रूप के x और y निर्देशांक देते हैं जो यहां एम्पलीटूडे और तर्कअरगुएमेंट या कोण होना चाहिए अब दोनों अभ्यावेदन स्पष्ट रूप से उपयोगी कहते हैं कि यह जटिल संख्याओं को जोड़ने के लिए सुविधाजनक है यह जटिल संख्याओं को गुणा करने के लिए अधिक सुविधाजनक है तो अगर मैं यहां इसका उपयोग करता हूं तो मेरे पास 1 by 1 j ω C R क्या है इसका आयाम क्या है जो आयाम है और तर्क है तन इनवर्स ω C Rहैं तो इसे करने की कई छवियां या आप युक्तिसंगत बनाते हैं ताकि आपको वास्तविक हर और फिर एक जटिल अंश और इसी तरह प्राप्त हो तो अंत में इसकी प्रतिक्रिया एक वर्ग √ 1 CR वर्ग द्वारा V p और t 5 tan व्युत्क्रम C R के cos के रूप में निकलती है तो आप रैखिक प्रणाली के लिए एक साइनसॉइड लागू करते हैं जो ठीक उसी फ्रीक्वेंसी का साइनसॉइड है एम्पलीटूडे बदल जाएगा और फेज बदल जाएगा एम्पलीटूडे कितना बदल जाएगा और फेज कितना बदल जाएगा यह सर्किट पर निर्भर करता है तो यह फेज के परिवर्तन की मात्रा है और यह वह कारक है जिसके द्वारा एम्पलीटूडे बदल दिया जाता है जिससे कि स्पष्ट रूप से सर्किट के साथ साथ फ्रीक्वेंसी पर भी निर्भर करता है तोआपके पास इंडक्टर कैपेसिटर भी हो सकते हैं आपके पास एक आवृत्ति चयनात्मक सर्किट हो सकते है जो विभिन्न फ्रीक्वेंसी पर अलग अलग व्यवहार करने वाले सर्किट हैं स्पष्ट रूप से आप इस एक्सप्रेशन से ही देख सकते हैं कि यदि ω बहुत बड़ा है तो आउटपुट का एम्पलीटूडे बहुत छोटा होगा और यदि ω बहुत छोटा आयाम इनपुट के समान है और बहुत छोटा है तो आरसी द्वारा 1 की तुलना की जाती है इसलिए यदि C R 1 से बहुत छोटा है तो आउटपुट एम्पलीटूडे V है p 1 से बहुत अधिक है यह ω के विपरीत आनुपातिक है इसलिए हम इन चीजों को बाद में देखेंगे जब हम साइनसॉइडल स्टेडी स्टेट रिस्पांस पर अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे इसे साइनसॉइडल स्टेडी स्टेट रिस्पांस के रूप में जाना जाता है क्योंकि मेरा मतलब है कि यह साइनसॉइडल इनपुट की स्टेडी स्टेट रिस्पांस है